असेंबली ड्राइंग सभी को नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने मेटिंग के मूल प्राथमिक तरीकों को सीखा है जो सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध हैं जो आमतौर पर उत्पाद डिजाइन में भागों को इकट्ठा करने में उपयोग किया जाता है इसलिए हमने बुनियादी तरीकों को सीखा है अब हम उन तरीकों को लागू करेंगे जो एक पूर्ण उत्पाद को डिजाइन करते हैं जो एकल सिलेंडर इंजन है तो हम नए तरीके से जाएंगे उसी तरह हम एक नया सॉलिडवर्क्स दस्तावेज़ खोलेंगे जो हम असेंबली पर काम करेंगेओके क्लिक करें मैंने पहले से ही इस सिंगल सिलेंडर इंजन को विकसित करने के लिए 6 भागों को तैयार किया है हम इन सभी का चयन करेंगे और मैं इसे एक के बगल में रख रहा हूं यह क्रैंक रॉड है यह क्रैंकशाफ्ट है अंतिम आवरण क्रैंक आवरण पिस्टन पिन और पिस्टन ही हमें इस छह भाग को इकट्ठा करने की आवश्यकता है इसलिए जहां तक हमने सीखा है इसलिए हम इसे ठीक करने के लिए उन ज्ञान का उपयोग करेंगे तो हम इस क्रैंक आवरण को चुनें और इसे संदर्भ के लिए स्थिर करें तो हम सहजता से समझ सकते हैं कि इस क्रैंक को इस स्लॉट में फिट होना चाहिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे ठीक करने के लिए कौन सी मेटिंग विधि लागू की जानी चाहिए सही उत्तर संकेंद्रित संबंध है इस भाग इस बेलनाकार सतह को इस आवरण सिलेंडर के साथ केंद्रित करने की आवश्यकता है और इसे ठीक करना होगा ओके क्लिक करें तो इसे इस तरह से असेम्ब्ल किया गया है कि यह क्रैंकशाफ्ट क्रैंक आवरण के साथ केंद्रित है हालांकि यह लेटरल दिशा में आगे बढ़ सकता है इसे ठीक करने के लिए हमें इस क्रैंकशाफ्ट के इस किनारे को और एक दूसरे के साथ मेल खाने के लिए क्रैंक आवरण के इस विशेष किनारे को संयोग करने की आवश्यकता है और हम इस मिनी टूलबार पर क्लिक करेंगे तो अब यह बहुत अच्छी तरह से स्थिर हो गया है और स्वतंत्रता की एकमात्र डिग्री रोटेशन बनी हुई है अब हम सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए एक आवरण के रूप में इस क्रैंक आवरण पर इस फिन को ठीक कर सकते हैं इसके लिए मैं इस विशेष बढ़त और इस बढ़त का चयन कर रहा हूं मैं इसे तैयार करूंगा आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि इस किनारे के साथ गठबंधन किया गया है तो अब हम चाहते हैं कि इस पंख को इस क्रैंक आवरण के ऊपर घुमाया जाए इसके लिए मैं इस किनारे और इस क्रैंक आवरण के किनारे का चयन कर रहा हूं मैं इसे ओके चुनूंगा अब हमारे पास एकल सिलेंडर इंजन के इन 6 भागों को विशेष विधानसभा संबंधों के साथ एक दूसरे में इकट्ठा किया जाना है सबसे पहले हम इस क्रैंक आवरण को उठाएंगे और अंतर्ज्ञान से हम देख सकते हैं कि इस क्रैंकशाफ्ट को इस क्रैंक उह आवरण में स्थिर किया जाना चाहिए यह क्रैंक आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इस शाफ्ट को इस क्रैंक आवरण में स्थिर करने के लिए क्या संबंध होना चाहिए सही उत्तर संकेंद्रित संबंध है आप केवल इन दो सतहों का चयन कर सकते हैं हम मेट पर क्लिक करेंगे और यह स्वचालित रूप से इस केंद्रित संबंध का अनुमान लगाता है और ओके पर क्लिक करे अब हम देख सकते हैं कि यह स्लॉट में सफलतापूर्वक तय हो गया है हालांकि यह मेट कर सकता है यह लेटरल दिशा में आगे बढ़ सकता है इसे ठीक करने के लिए हम जो कर सकते हैं वह यह है कि इस क्रैंक आवरण के किनारे के साथ इस विशेष किनारे को संयोग करना होगा और हम इसे तैयार करेंगे और हम इसे बंद कर देंगे तो अब यह अच्छा और अच्छा है और हम इसे देख सकते हैं अब हमारे पास इस एकल सिलेंडर इंजन के लिए 6 अलग अलग भाग हैं और हम इसे एक एक करके भागों के बीच सही संबंध मानकर इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहले हम इस क्रैंक आवरण को लेंगे और अंतर्ज्ञान से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्रैंक क्रैंकशाफ्ट इस क्रैंक आवरण में फिट माना जाता है आप बस अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्रैंकशाफ्ट का इस क्रैंक आवरण के साथ क्या संबंध है सही उत्तर संकेंद्रित संबंध है हमारे पास होगा कि हम इन दो सतहों का चयन करें हम मेट पर जाएंगे और यह सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ इस संकेंद्रित संबंध का पता चला है हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका एक संकेंद्रित संबंध है हालांकि यह लेटरल दिशा में आगे बढ़ सकता है तो इसे ठीक करने के लिए हम क्रैंकशाफ्ट और इस क्रैंक आवरण के दो किनारों का चयन करेंगे और हम इसे संयोग बनाएंगे और हम इस मिनी टूलबार में ठीक का चयन करेंगे अब अभी भी हम इस क्रैंकशाफ्ट को लेटरल दिशा में स्थानांतरित करने के लिए देख सकते हैं इसे ठीक करने के लिए हम दो किनारों का चयन करेंगे इस किनारे और इस विशेष किनारे को एक दूसरे के साथ मेल खाने के लिए इसलिए अब हम देख सकते हैं कि यह अच्छा और अच्छा है केवल एक ही डिग्री में घूमना और यह लेटरल दिशा में नहीं चल सकता है अब हम इस क्रैंक इस फिन केसिंग को स्थिर करते हैं इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर क्षमा करें क्रैंक केसिंग इसके लिए हम इस विशेष बढ़त और क्रैंक केसिंग के इस किनारे का चयन करेंगे हम इसे संयोग करने के लिए तैयार करेंगे ओके पर क्लिक करें यह सफलतापूर्वक मेट है तो हालांकि यह अन्य दिशाओं में भी घुम या स्थानांतरित कर सकता है इसे ठीक करने के लिए मैं इस किनारे और इस किनारे का चयन करूंगा और यह सफलतापूर्वक क्रैंक आवरण पर संरेखित हो जाएगा अब तीन भागों क्रैंक रॉड और इस पिन और क्षमा करें पिस्टन रहता है तो इस क्रैंक रॉड को इस क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ा जाना चाहिए तो ताकि यह क्रैंकशाफ्ट के घूमने के साथ ही आगे बढ़ सके तो इसके लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्रैंक रॉड के इस विशेष छेद का इस क्रैंकशाफ्ट के साथ एक संकिंद्रिक संबंध माना जाता है हम इस सतह और इस सतह का चयन करेंगे और इसे संकिंद्रिक के रूप में स्थापित करेंगे आप इसे यहां देख सकते हैं अब इसके ऊपर पिस्टन संलग्न करने के लिए हम इसके लिए पिस्टन का चयन करेंगे क्योंकि इस पिस्टन में क्रैंक रॉड है जो इस क्षेत्र में स्थिर की जानी है तो इसके लिए हम इस क्रैंक रॉड के किनारे और इस पिस्टन के किनारे का चयन करेंगे और इसे संयोग बनाएंगे और हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पिस्टन को इसमें तय किया गया है और अंत में हम क्या हम इस पिन को सम्मिलित कर सकते हैं और इस पिन सतह को इस स्थान के साथ संकेंद्रित होना पड़ता है हम यहां सतह का चयन करेंगे और यह संकेंद्रित के रूप में तय करता है हालांकि यह पिन लेटरल दिशा में आगे बढ़ सकता है ठीक करने के लिए हमें एक और संबंध बनाना होगा कि इस पिन की सतह को इस पिस्टन की बेलनाकार सतह पर स्पर्शरेखा माना जाता है हम इन दोनों का चयन करेंगे और यह मेटिंग उह सॉलिडवर्क्स करता है मेटिंग स्वचालित रूप से स्पर्शरेखा संबंध का पता लगाता है और हम ओके क्लिक करेंगे तो यह स्थिर है अच्छी तरह से और अच्छा तो फिर भी इस फिन आवरण में इसे ठीक करने की आवश्यकता है इसके लिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस फिन आवरण को इस पिस्टन के साथ संकेंद्रित किया जाना चाहिए और हम मेट पर क्लिक करेंगे और हम सीधे संकेंद्रित संबंध देखेंगे और ओके क्लिक करेंगे अब हम यहां देख सकते हैं कि यह संबंध यह है कि यह असेम्ब्ली बहुत अच्छी तरह से असेम्ब्ल है और यह इंजन अच्छा और अच्छा काम करता है इस इंजन को गति में देखने के लिए सॉलिडवर्क्स ने भी इस सिमुलेशन की सुविधा दी है इसके लिए हमें इस मोशन स्टडी में जाना होगा इन मोशन अध्ययन निचले फलक में हमारे पास यह मोटर विकल्प है मोटर के लिए हमारे पास यह मोटर विकल्प है इस मोटर में हम मोटर का चयन करेंगे यह उस घटक के लिए पूछता है जिसे घुमाया जाना है कि अगर यह होता है तो ठोस काम इस मोटर विकल्प को यहां पर पेश करता है इस मोटर विकल्प में यह एक घटक के लिए पूछता है जिसे घुमाया जाना चाहिए यदि यह मोटर द्वारा कार्य किया गया था इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्रैंकशाफ्ट को मोटर द्वारा घुमाया जाए हम इसका चयन करेंगे हम इस आरपीएम का चयन इस मोटर के लिए करेंगे जिसे हमें लागू करने की आवश्यकता है हम इसे 50 बनाते हैं और हम ओके क्लिक करेंगे और सेटिंग्स मोशन सेटिंग्स में हम फ्रेम प्रति सेकंड 30 के रूप में कहेंगे आप ओके क्लिक करते हैं इसलिए अब यहां टूल एनीमेशन टूलबार में हम मूल गति का चयन करेंगे और हम खेलेंगे आप इस एनीमेशन को अच्छी तरह से और ठीक चल रहा देख सकते हैं आप इसकी अवधि भी बढ़ा सकते हैं वर्तमान में यह केवल 5 सेकंड है आप इस इंजन की गति और एकल सिलेंडर देख सकते हैं माफ़ कीजियेगा अब आप इस क्रैंकशाफ्ट क्रैंककेस के साथ इस पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट की गति और एकल सिलेंडर इंजन के रूप में फिन देख सकते हैं यह अच्छा और अच्छा काम कर रहा है इस तरह के एनीमेशन को रक्षित करने के लिए हम एनीमेशन को रक्षित करने के साथ जाएंगे यह हमें इस एनीमेशन को सहेजने की अनुमति देता है जिसे हमने केवल मीडिया के रूप में देखा था इसलिए हम इसे चुनेंगे हम इसे इंजन के रूप में नाम देंगे और हम रक्षित करेंगे यह इस संपीड़न गुणवत्ता के लिए पूछता है हम ओके करेंगे अनुकरण करने में समय लगता है अब हम उस फ़ाइल को देख सकते हैं जिसे यहाँ विकसित किया गया है यह आप इसे यहाँ पर खेल सकते हैं यह इस सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए उत्पन्न एनीमेशन है तो अब यह सॉलिडवर्क्स फीचर्स में गति अध्ययन था इसलिए अंत में मैं आपको विस्फोट दृश्य के बारे में भी बताना चाहूंगा जो हमने शुरू में कैंची पवनचक्की और ट्रैक्टर के मामले में देखा था यह देखने के लिए हमारे पास यह विकल्प एक्स्प्लोडेड व्यू है हम इस एक्स्प्लोडेड व्यू पर क्लिक करेंगे अब इस एक्स्प्लोडेड व्यू में एक फलक है और ये उस विस्फोट दृश्य के लिए सेटिंग्स हैं इसके लिए हमें किसी एक भाग का चयन करना होगा यह तीन अक्ष देता है जो हमें इस दिशा को तीन दिशाओं में ले जाने की अनुमति देता है तो हम इस Z दिशा का चयन करें हम इस आवरण को इस पिछड़ी दिशा में आगे बढ़ाएंगे अब हम इस पिन को एक्स दिशा में निकालेंगे और हम इस पिस्टन को शीर्ष पर स्थानांतरित करेंगे और हम पिस्टन कहते हैं कि Z Y और Z में दो तरफा गति अतिरिक्त गति को भी आगे बढ़ा सकते हैं हम इस क्रैंक रॉड को उसमें से निकाल लेंगे और एक्स पॉजिटिव एक्स दिशा में यह क्रैंकशाफ्ट और नेगेटिव Y क्रैंक में यह क्रैंक केसिंग है तो यह इस एकल सिलेंडर पिस्टन असेम्ब्ली के लिए एक्स्प्लोडेड व्यू को पूरा करता है और हम एक बार ओके क्लिक कर लेंगे एक्स्प्लोडेड व्यू पूरा हो जाएगा इस एक्स्प्लोडेड व्यू को एनिमेट के लिए हमें इस असेंबली में जाना होगा हम असेंबली पर क्लिक करेंगे और हम एनिमेट कलपसे का चयन करेंगे इसलिए यह उस तरीके से ढह जाएगा जैसे हमने इसे एक्स्प्लोड किया है तो यहाँ इस एनीमेशन के लिए टूलबार है हम इसे गति दे सकते हैं या हम इसे धीमा कर सकते हैं इसी तरह एक बार जब यह ढह जाता है तो हम इसे एनिमेट एक्स्प्लोड भी कर सकते हैं एनिमेट एक्स्प्लोड हो सकता है इस प्रस्ताव के अध्ययन के समान ही हम इस फिल्म को एक मीडिया के रूप में भी सहेज सकते हैं हम एनीमेशन को बचाने का चयन करेंगे हम फ़ाइल नाम के रूप में विस्फोट का चयन करेंगे और हम इसे ठीक सहेजने के रूप में चिह्नित करेंगे हम फिर से ग्राफिक्स का अनुकरण करेंगे और हम फाइल को यहां देख सकते हैं यह एक्स्प्लोड हो गया आप इस एनीमेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं अंत में हमने उत्पाद डिजाइन के लिए उत्पाद के लिए विभिन्न भागों की असेम्ब्ली के लिए आवश्यक बुनियादी बुनियादी प्रकार के मेटिंग के बारे में सीखा है इसलिए एक आखिरी चीज जो हमें जानना जरूरी है वह है इन असेम्ब्ली को रक्षित करने इसलिए हम इस फाइल पर जाएंगे और इसे रक्षित करते हुए मार्क करते हुए देखेंगे हमसे कुछ फ़ाइल नाम के लिए पूछें हम इसे एफ 1 के रूप में चिह्नित करेंगे और यह हमें डॉट एएसएम के रूप में बचाता है यह डॉट एसएसएम फ़ाइल इस असेम्ब्ली की स्थिति है हम इसे फिर से जांच सकते हैं हम इसे बंद कर देंगे और हम उस एएसएम फ़ाइल को खोलेंगे जिसे हमने अभी सहेजा है एफ 1 हम ओके क्लिक करेंगे इसलिए अब हमने पहले जो भी ऑपरेशन किए हैं वे एक राज्य के रूप में सहेजे गए हैं और हम पहले की तरह सब कुछ देख सकते हैं ताकि हम इसे किसी अन्य कंप्यूटर पर खेल सकें या हम इसे किसी को उधार दे सकें इसलिए कुछ उद्योग या कुछ भी तो यहाँ इस एनीमेशन का अंत आता है यहाँ इस असेम्ब्ली प्रक्रिया और उनके एनीमेशन और गति अध्ययन के लिए अंत आता है तो यह इस असेम्ब्ली और गति अध्ययन के लिए एक बहुत ही बुनियादी परिचय था इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद